नमस्कार दोस्तों आप सभी का इस मॉड्यूल के दूसरे लेक्चर में स्वागत है जहां हम कोजनरेशन और कंबाइंड साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में हमने विभिन्न प्रकार के बिजली उत्पादन चक्रों गैस आधारित बिजली उत्पादन चक्रों को ऑटो डीजल चक्रों या ब्रेटन चक्र के रूप में और रंकाइन चक्र के रूप में वाष्प आधारित बिजली उत्पादन चक्रों के बारे में बात की है और पिछले लेक्चर में आपने देखा है कि यह भी संभव है कि हम इन दो चक्रों या इस तरह के चक्रों को साथ मिलाकर एक संयुक्त चक्र बना सकते हैं जहाँ हम किसी भी व्यक्तिगत चक्र की तुलना में उच्च एफिशिएंसी निकाल सकते हैं सामान्य रूप से विचार में हमेशा एक टॉपिंग चक्र और एक निचला चक्र होता है इस तरह कि वह ऊर्जा जो टॉपिंग चक्र त्याग रहा है उसको उपयोग में लाया जा रहा है या उसे नीचे के चक्र में स्थानांतरित किया जा रहा है ताकि नीचे के चक्र को किसी अलग ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता न हो और यह अपने स्वयं के कार्य का उत्पादन कर सके अतः यदि हम दो चक्रों को जोड़कर देखते हैं तो यह केवल सबसे ऊपर का चक्र है जो आसपास से या स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने वाला है जबकि निचला चक्र वह है जो ऊर्जा को सिंक में हटाने या त्यागने वाला है लेकिन इसी बीच में हीट रिजेक्शन टॉपिंग साइकल के औरहीट एडिशन निचले चक्र के साथ है इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है ताकि कोई बाहरी व्यवधान न हो लेकिन हम इन दोनों से ही काम निकालने जा रहे हैं जिससे हम दोनों के लिए व्यक्तिगत दक्षता की तुलना में इस संयुक्त चक्र की दक्षता प्राप्त कर सकें अब जिस तरह से हमने कम से कम कल तक चर्चा की है कि जो भी ऊर्जा टॉपिंग चक्र कार्य कर रहा है ऊर्जा की पूरी मात्रा को नीचे के चक्र द्वारा अवशोषित किया जा रहा है लेकिन ऐसा शायद ही कभी व्यवहार में होता है ऑपरेशन में खराबी के कारण या केवल अपूर्ण इन्सुलेशन का उपयोग करने के कारण टॉपिंग चक्र द्वारा खारिज कर दिया गया ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो जाता है और इसलिए ऊर्जा की मात्रा जिसे नीचे के चक्र में स्थानांतरित किया गया है केवल टॉपिंग चक्र द्वारा खारिज की गई ऊर्जा की मात्रा का एक अंश है और हम उस मामले की शीघ्रता से जाँच करने का प्रयास करें यहां हम एक दूसरे के साथ श्रृंखला में दो बिजली उत्पादन चक्रों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन टॉपिंग चक्र द्वारा खारिज ऊर्जा की मात्रा का पूरा भाग निकले चक्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं है इसलिए हम T1 को उच्चतम तापमान स्रोत के रूप में ले रहे हैं जहां से ऊर्जा की कुछ Q1 राशि आपके टॉपिंग चक्र पर जा रही है यह W1 राशि का उत्पादन कर रही है और शेष Q2 राशि की ऊष्मा को एक मध्यवर्ती तापमान जलाशय जो एक तापमान T2 है को reject कर रहा है जहां T1 T2 से अधिक है और इसमें से आदर्श रूप से ऊर्जा की यह पूरी मात्रा Q2 के निचले चक्र में जानी चाहिए जो कि W2 के रूप में काम करने के रूप में उसके एक हिस्से को बदल देगी और कुछ Q3 को सबसे कम तापमान सिंक में खारिज कर देगी जो तापमान T3 पर बनाए रखा जाता है जहां T3 सबसे कम तापमान है और इस तरह की स्थिति में हमने देखा है कि संयुक्त चक्र के लिए दक्षता बराबर है CC12 12 जहां 1 टॉपिंग चक्र और 2 निचला चक्र है लेकिन जिस स्थिति के बारे में हम यहां बात करने जा रहे हैंटॉपिंग चक्र Q2 को कहां खारिज कर रही है लेकिन उस हिस्से का एक हिस्सा QL खारिज हो रहा है या खो रहा है और केवल Q2 ऊर्जा की मात्रा है जो नीचे के चक्र तक पहुंचने में सक्षम है अतः Q2 QL Q2 और हम एक अंश xL को परिभाषित करने जा रहे हैं जो है xLQLQ1 जहां Q1 जोड़ी गई ऊर्जा की मात्रा है यह ऐसी स्थिति है जब ऊष्मा का कोई छय नहीं होता है लेकिन अब हमारे पास ऊष्माछय है जो कि QL है तो हम यहां की स्थिति का विश्लेषण करते हैं इसलिए टॉपिंग चक्र η1 के लिए दक्षता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है 1W1Q1 or W11Q1 निम्न चक्र के लिए दक्षता को η2 के रूप में परिभाषित किया गया है यह बराबर है 1W2Q2 जहां W2 इसका आउटपुट है और Q2 अभी इनपुट है क्योंकि यह Q2 प्राप्त नहीं कर रहा है क्योंकि कोई कारण नहीं है कि हमें दक्षता को परिभाषित करने के लिए Q2 का उपयोग करना चाहिए और इसीलिए W22Q2 कि आप इसे लिख सकते हैं 2Q2 QL इस संयुक्त चक्र के लिए दक्षता अब बराबर है CCW1W2Q1 जहां W1 W2 संपूर्ण आउटपुट है Q1 शुद्ध ऊष्मा इनपुट है जो आपने दिया है इसलिए यदि आप उन्हें अलग करते हैं तो यह बराबर होगा W1Q1W2Q1 W1 और W2 के लिए भावों को रखें जो हमने ऊपर की पंक्तियों में लिखे हैं इसलिए यह 1Q1Q12Q2 QLQ1 इसलिए यह 12Q2Q1 2QLQ1 अब आपका Q2 पहले चक्र के संबंध में कितना है हम जानते हैं कि Q2 टॉपिंग चक्र के पहले चक्र पर थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम को लागू करने के बराबर है Q2Q1 W1 इस समीकरण को Q1 द्वारा दोनों पक्षों में विभाजित किया जा रहा है यह है Q2Q11 W1Q1 इसके बराबर भी है 1 1 तो संयुक्त चक्र दक्षता के लिए इसे एक्सप्रेशन में वापस लाने पर CC121 1 xL2 जैसा कि हमने पहले ही परिभाषित किया है xLQLQ1 तो हमारे पास आखिरकार CC12 12 xL2 तो संयुक्त चक्र के लिए दक्षता जहां हम मध्यवर्ती तापमान जलाशय में कुछ मात्रा में ऊष्मा खो रहे हैं इस तरह व्यक्त किया जा सकता है जहां निश्चित रूप से जब xL 0 के बराबर होता है तो यह बिना किसी हीट लॉस स्थिति के वापस चला जाता है और निश्चित रूप से यह बहुत तार्किक है क्योंकि उस स्थिति में यह आदर्श परिदृश्य में बदल जाता है अब यह एक परिदृश्य है जहां हम कुछ ऊष्मा खो रहे हैं लेकिन यह भी संभव है कि हम कोई ऊष्मा नहीं खो रहे हो लेकिन नीचे के चक्र में हम कुछ अतिरिक्त ऊष्मा जोड़ रहे हैं और उस चीज को हम पूरक फायरिंग कहते है वहाँ निचला चक्र टॉपिंग चक्र से और कुछ अतिरिक्त ऊर्जा चक्र से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है यहां हम इस विशेष परिदृश्य के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहां फिर से टॉपिंग चक्र जो इस जलाशय के तापमान T1 से Q1 की मात्रा में ऊष्मा प्राप्त कर रहा है और W1 की मात्रा में ऊष्मा को खारिज करता है T2 मध्यवर्ती तापमान जलाशय है Q2 यह उष्मा की वह मात्रा है जो इसमें छय हो रही है अब हम मान रहे हैं कि कोई ऊष्मा हानि नहीं हुई है इसलिए यह संपूर्ण Q2 एक निचले चक्र 2 पर जा रहा है जो W2 मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन कर रहा है और जलाशय के तापमान T3 में Q3 को खारिज कर रहा है जहाँ हमारे पास उच्चतम तापमान T1 T2 एक मध्यवर्ती और T3 एक सबसे कम तापमान है लेकिन नीचे का चक्र जो कि चक्र संख्या 2 है QA के रूप में Q2 प्लस ऊर्जा की कुछ सहायक राशि प्राप्त कर रहा है जिसे हम पूरक फायरिंग की इस पूरक ऊर्जा के रूप में संदर्भित कर रहे हैं हो सकता है कि कुछ अतिरिक्त मात्रा में ईंधन जलाया जाए ताकि चक्र संख्या 2 में द्रव की ऊर्जा सामग्री को जोड़ा जा सके इसलिए यदि हम स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो टॉपिंग चक्र के लिए दक्षता वही रहती है जो निम्न प्रकार है 1W1Q1 ie W11Q1 नीचे के चक्र के लिए η2 यह W2 का उत्पादन कर रहा है और इसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा कितनी है यह Q2 प्लस QA को प्राप्त कर रहा है 2W2Q2QA तो आइए हम कुछ अंश xA को परिभाषित करते हैं xAQAQ1 इसलिए वहाँ से हम लिख सकते हैं W22Q2QA अब टॉपिंग चक्र पर ऊर्जा संतुलन लागू किया जा रहा है हम जानते हैं कि Q2Q1 W1 इसलिए अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो W2 को भी लिखा जा सकता है जैसे कि W22Q1QA W1 अब संयुक्त चक्र के लिए दक्षता को अब शुद्ध कार्य उत्पादन भाग शुद्ध ऊष्मा इनपुट के रूप में लिखा जा सकता है अब आप इस संयुक्त चक्र को कितनी ऊष्मा दे रहे हैं बेशक आप Q1 को टॉपिंग चक्र को दे रहे हैं और साथ ही हम अब QA को अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में निचले चक्र को दे रहे हैं इसलिए दक्षता को इस QA पर भी विचार करना चाहिए CCW1W2Q1QA इसलिए यदि हम उन्हें अलग करते हैं तो W1Q1QAW2Q1QA तो W1 अगर हम इसके लिए एक्सप्रेशन रखते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1Q1Q1QA2 और अब इस एक्सप्रेशन के संख्यात्मक और भाजक दोनों को Q1 से विभाजित करने पर हमें मिलेगा 11xA2 तो यह इस संयुक्त चक्र की दक्षता है यदि हम चाहें तो हम इसे इस प्रकार सरल बना सकते हैं 12xA21xA इस संयुक्त चक्र के लिए यही दक्षता है तो निश्चित रूप से यह एक्सप्रेशन आपको संख्यात्मक मूल्य देगा जैसे ही आप x का मान ज्ञात करते हैं यह संयुक्त चक्र की दक्षता की संख्यात्मक मूल्य होगा लेकिन फिर भी पूरक फायरिंग के प्रभाव को देखने के लिए हमें थोड़ी और जांच करनी चाहिए आइए हम देखने की कोशिश करते हैं जैसे xA के परिमाण में वृद्धि होती है संयुक्त चक्र की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसे पाने के लिए आईए संयुक्त चक्र की दक्षता को xA के रूप में अधिकतम करने की कोशिश करते हैं η1और η2 को स्थिर मांगते हुए इसलिए हम xA के संबंध में संयुक्त चक्र दक्षता का डिफरेंटशिएशन करने का प्रयास कर रहे हैं और संबंधित expression को देखने का प्रयास करते हैं जो कि xA के मान को बदलने के साथ संयुक्त चक्र की दक्षता के परिवर्तन की दर है तो यह एक कितना होगा η1 और η2 स्थिर रहते हैं इसलिए एक बार जब हम xA के संबंध में इस expression को differentiate करते हैं तो हम इस expression को लिख सकते हैं ddxACC 11xA 2 अर्थात 11xA2 अब इस मात्रा का प्रतीक क्या होना चाहिए η1 टॉपिंग चक्र के लिए दक्षता है जोकि हमेशा सकारात्मक रहेगा और xA एक सकारात्मक मात्रा है और हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अंश एक वर्ग मात्रा है इसलिए यह भी एक सकारात्मक है तो इसका मतलब है कि आपके पास वर्ग कोष्ठक में रखा गया यह पूरा शब्द एक सकारात्मक है और अब हम बाहर एक ऋण चिह्न लगा रहे हैं तो यह मात्रा एक नकारात्मक है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि जैसे xA बढ़ता है संयुक्त चक्र की दक्षता जो वास्तव में घट जाती है इसलिए जैसा कि हम पूरक फायरिंग कर रहे हैं हम मूल रूप से एक संयुक्त चक्र का लाभ खो रहे हैं और हम इसके लिए समग्र दक्षता में कमी कर रहे हैं जो बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है और यही कारण है कि पूरक फायरिंग का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है पहले के समय में संयुक्त चक्र में पूरक फायरिंग एक बहुत ही सामान्य विकल्प था लेकिन आजकल हम पूरक फायरिंग के केवल दो सीमित मामलों का पता लगा सकते हैं एक संयुक्त चक्र संयंत्र है जिसमें सीमित पूरक फायरिंग होती है जहां इस xA का केवल एक छोटा सा हिस्सा उपयोग किया जाता है जिससे निचले चक्र से कुछ अतिरिक्त कार्य आउटपुट प्राप्त किया जा सके खासकर जब आवश्यक हो इसका मतलब है कि आपके चक्र में पूरक फायरिंग का विकल्प है लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसे हमेशा उपयोग करने जा रहे हैं केवल जब आपको इस W2 के मूल्य में वृद्धि की आवश्यकता हो तो हम इस पूरक फायरिंग को जोड़ते हैं इसे हम सीमित पूरक फायरिंग या नियंत्रित सप्लीमेंट्री फायरिंग के रूप में संदर्भित करते हैं एक और चीज है अधिकतम पूरक फायरिंग के साथ संयुक्त चक्र संयंत्र यह संदर्भित करता है कि टॉपिंग चक्र से निकलने वाली निकास गैस एक टॉपिंग गैस टरबाइन प्लांट से हो सकती है जिसमें प्रायः कुछ मात्रा में अप्रयुक्त ईंधन बचा होता है तब केवल हम उतनी ही अतिरिक्त ऑक्सीजन की मात्रा की आपूर्ति करेंगे ताकि ईंधन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से समाप्त हो जाए या दूसरा तरीका यह अक्सर संभव है कि ईंधन पूरी तरह से जल गया हो लेकिन गैस टरबाइन से निकलने वाली निकास गैस में कुछ मात्रा में ताजा ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है तब हम कुछ अतिरिक्त मात्रा में ईंधन की आपूर्ति करेंगे ताकि जो कुछ बचा है उसमें पूरी तरह से दहन हो जाए या पूरी तरह से जल जाए और इस प्रक्रिया के अंत में कोई अप्रयुक्त ईंधन नहीं होगा और साथ ही अप्रयुक्त ऑक्सीजन भी नहीं होगा इसे हम एक अधिकतम पूरक फायरिंग के रूप में संदर्भित करते हैं जहां हम बिना छोड़े ईंधन या बिना जले हुए ऑक्सीजन का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं जो वहां बचा हुआ है इसलिए ये पूरक फायरिंग के दो विकल्प हैं जो आमतौर पर उद्योगों में किए जाते हैं लेकिन फिर भी जैसे जैसे सामग्री में सुधार जारी है हम नई सामग्री नई पाइप सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम हैं जो लंबे समय तक उच्च तापमान झेलने में सक्षम हैं तदनुसार गैस टरबाइन दहनक या टरबाइन में प्रचलित तापमान स्तर लगातार ऊपर की ओर दो बढ़ रहे हैं और अब हम एक गैस टरबाइन में लगभग 2000 ℃ का अधिकतम तापमान ले रहे हैं जो कि एक अत्यंत उच्च तापमान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और बाद में वह गैस जो उस गैस टरबाइन प्लांट से निकलती है वह भी बहुत अधिक तापमान पर और यह काफी आसानी से नीचे के रैंकिन चक्र में भाप के तापमान को 500 से 550 से 600 ℃ तक बढ़ाने में सक्षम है और इसलिए हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में किसी भी पूरक फायरिंग की जरूरत न हो वास्तव में मुझे नए आधुनिक संयुक्त संयंत्रों के साथ कहना चाहिए जो विकसित हो रहे हैं वहां हमें किसी भी तरह के पूरक फायरिंग के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है बस इसलिए कि गैस टरबाइन बहुत अधिक तापमान स्तर पर काम कर रहा है और निकास गैस में ऊर्जा शेष है या इसका तापमान स्तर काफी अधिक है ताकि किसी पूरक फायरिंग की आवश्यकता न हो अब हम अब तक संयुक्त चक्र संयंत्र के बारे में बात कर रहे हैं सभी श्रृंखला मोड में हैं अर्थात् टॉपिंग संयंत्र द्वारा खारिज की गई ऊर्जा की मात्रा नीचे के संयंत्र द्वारा अवशोषित की जा रही है लेकिन क्या हम समानांतर मोड में चक्रों को संचालित नहीं कर सकते इसका मतलब यह दो चक्र समानांतर में काम कर रहे हैं वे एक ही तापमान जलाशयों के बीच काम कर रहे हैं बेशक यह अभी भी संभव है आइए इस स्थिति को देखते हैं हमारे पास एक तापमान जलाशय है एक तापमान T1 पर और दूसरा T2 पर संचालन कर रहा है और हमारे पास दो संयंत्र हैं यह 1 है और यह 2 है वे समानांतर में चल रहे हैं अर्थात दोनों एक ही जलाशय T1 से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं आपको बता दें कि Q1 इससे निकाली गई ऊर्जा की कुल मात्रा है इसमें से Q2 पहले को जा रहा है जोकि Q3 को इस T2 जलाशय में खारिज कर रहा है और W1 राशि का उत्पादन कर रहा है और राशि Q4 दूसरे नंबर पर जा रहा है जो W2 का उत्पादन कर रहा है और फिर से उसी जलाशय में कुछ Q5 ऊष्मा को खारिज कर रहा है तो दोनों चक्र समान 2 जलाशयों के तापमान T1 और T2 के बीच चल रहे हैं और वे कार्य आउटपुट दे रहे हैं इसलिए यदि हम इसका विश्लेषण करते हैं तो चक्र संख्या एक के लिए हम इसकी दक्षता को परिभाषित कर सकते हैं 1W1Q1 W11Q1 दूसरे चक्र के लिए 2W2Q4 W22Q4 इसलिए इस संयोजन की दक्षता के संबंध में मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि यह एक संयुक्त चक्र है बल्कि मैं कहूंगा कि यह संयोजन की तरह ज्यादा है और जो कि बराबर होगा CombW1W2Q1 इसलिए यदि हम उन्हें अलग करते हैं तो हमें W1 और W2 को इसकी क्षमता के संदर्भ में व्यक्त करना पड़ेगा तो यह हो जाता है 1Q12Q4Q1 अब यदि हम संयंत्र नंबर 1 द्वारा प्राप्त ऊर्जा की मात्रा के रूप में एक भिन्न X1 को परिभाषित करते हैं वह है x1Q2Q1 तब 1 x1Q4Q1 जो कि दूसरे संयंत्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा का अंश है जो कि Q4 Q1 है यदि हम इसे जोड़ते हैं तो इस संयोजन के लिए दक्षता क्या होगी इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है Comb1x1Q121 x1Q1Q1 इसलिए यह x111 x12 या अगर हम अलग तरीके से लिखते हैं तो यह बन जाता है 2x11 2 इसी प्रकार यदि हम इस x2 को दूसरे संयंत्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा की मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं जो है x2Q4Q1 तब 1 x2Q2Q1 तो हम इस संयोजन के लिए दक्षता लिख सकते हैंजोकि बराबर है बस सीधे मैं इसे x2 और के लिए expression डालकर लिख सकता हूं तो यह हो जाता है Comb1 x21x22 जो कि अब है 1x21 2 अब अगर हम एक ऐसा परिदृश्य मानते हैं जहां η1 η2 है तो x1 और x2 सकारात्मक मात्रा है क्योंकि वे ऊष्मा ऊर्जा अंश हैं या आपूर्ति की गई ऊष्मा के अंश हैं तो जब η1 η2 अगर हम पहले expression को देखते हैं तो ηComb η2 लेकिन अब दूसरे expressionको देखें यह संयुक्त चक्र expression η1 से कम होगी ηComb η1 जब η1 η2 η1 η2 एक सकारात्मक मात्रा है तो पहले expression से जब हम देख रहे हैं कि ηComb η2 ηComb η1 जो कि इस विशेष परिदृश्य के लिए है ηComb हालांकि यह दूसरे के अपेक्षा अधिक दक्षता हैतथा दूसरे की दक्षता पहले से कम है यदि हम अन्य मार्ग देखते हैं यदि हमारे पास η1 η2 है तो η इस संयोजन के लिए हम फिर से देखेंगे अब दूसरे एक्सप्रेशन से देखते हैं अब η1 छोटा हैजैसे कि η1 छोटा है η1 η2 एक ऋणात्मक मात्रा है तो इस मामले में ηComb 1 से अधिक है लेकिन अब इस expression को देखें η2 एक सकारात्मक मात्रा है और η1 − η2 एक नकारात्मक मात्रा है तो ηComb के बारे में क्या तो ηComb η2 से कम हो जाता है अर्थात इस मामले के लिए η1 छोटा है ηComb बीच में होता है और η2 उच्चतम होता है तो इस मामले में दोनों के लिए इस मामले में हम देख सकते हैं कि इस संयोजन के लिए दक्षता सिर्फ उन दोनों की दक्षता के बीच में है इसलिए हम वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हैं दोनों संयंत्र अपने दम पर चल रहे हैं और इसलिए इस तरह एक समानांतर कॉन्फ़िगरेशन होने का कोई फायदा नहीं है बल्कि बेहतर प्रदर्शन पाने के लिए हम उन्हें आसानी से श्रृंखला में जोड़ सकते हैं बेशक अगर उनके प्रत्येक तापमान का स्तर एक दूसरे में संगत है इसलिए हम हमेशा संयुक्त चक्र में इस समानांतर संयोजन के लिए जाते हैं जहां टॉपिंग चक्र से आउटलेट या निकास ऊष्मा का निकास सीधे निचले चक्र में जोड़ा जा रहा है और इस तरह ऊर्जा का उपयुक्त उपयोग होता है और समग्र दक्षता में भी फिर से उपयोग होता है तो संयुक्त चक्र के फायदों को संक्षेप में बताने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है लेकिन अभी भी इस बात का दोहराव है कि हमारे पास बहुत अधिक समग्र संयंत्र दक्षता होगी जो दोनों व्यक्तिगत क्षमता से अधिक होगी और यही कारण है कि हम समानांतर श्रृंखला के संचालन के लिए जाना चाहते हैं न कि समानांतर संचालन के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि संयुक्त दक्षता व्यक्तिगत क्षमता से अधिक हो दूसरा कम निवेश केवल समान शुद्ध कार्य उत्पादन के लिए निश्चित रूप से हमें कम मात्रा में ऊष्मा का इनपुट देना होगा इसलिए हम कम निवेश कर रहे हैं कम वर्तमान आवश्यकताएं हैं जैसे कि अगर हमारे पास केवल टॉपिंग चक्र है तो ऊर्जा की कुल मात्रा जो समाप्त हो गई है या टॉपिंग चक्र को छोड़ रही है ऊर्जा की बहुत कम मात्रा नीचे के चक्र को छोड़ देगी तो हमें शीतलन आवश्यकता या शीतलक आवश्यकता की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता है ग्रेटर ऑपरेटिंग लचीलेपन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि कुछ विशेष स्थिति या आपातकालीन स्थिति के मामले में यह हमेशा संभव है हम आसानी से सिर्फ एक संयंत्र को बंद कर सकते हैं और दूसरे को अपने दम पर चला सकते हैं तो दोनों संयंत्र वास्तव में पूरी तरह से आत्मनिर्भर संयंत्र हैं और वे आम तौर पर आधुनिक संयुक्त चक्र वाले संयंत्र हैं जिनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से चलाने का विकल्प होता है बिना दूसरे पर निर्भर किए केवल कुछ आपात स्थितियों से निपटने के लिए इसके अलावा हम आसानी से चरणबद्ध स्थापना के लिए जा सकते हैं जैसे कि यह बहुत संभव है कि हम शुरू में गैस टरबाइन संयंत्र स्थापित करें और इसे निश्चित अवधि के लिए एक स्टैंडअलोन इकाई के रूप में चलाने की अनुमति दें कुछ महीने शायद एक वर्ष या उससे अधिक और फिर एक बार दूसरी इकाई निचला तल तैयार होने पर फिर हम एक संयुक्त चक्र इकाई के रूप में संचालन शुरू करते हैं दो चक्रों के इस संयोजन के कारण सरलीकृत संचालन कम पर्यावरणीय प्रभाव इनको एक बहुत बड़ा बिंदु माना जाता है क्योंकि हम कम मात्रा में ईंधन का निवेश कर रहे हैं हम केवल टॉपिंग चक्र में ऊर्जा जोड़ रहे हैं और निचले चक्र से रेफरल हीट रिजेक्शन भी टॉपिंग चक्र की तुलना में बहुत कम है इसलिए हम पर्यावरणीय प्रभाव को दोनों दृष्टिकोणों से कम कर रहे हैं और अंत में यह ऊष्मा और विद्युत दोनों के एक कोजेनरेशन के लिए संभव है और हालाँकि हम बिल्कुल भी कोजेनरेशन या ऊष्मा के उत्पादन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन यह हमेशा निचले चक्र में संभव है कि अगर किसी भी टरबाइन को चलाने के लिए इसका तापमान स्तर बहुत कम है तो हम सिर्फ गर्म पानी या भाप का उत्पादन करने के लिए एक निचली चक्र का उपयोग कर सकते हैं यह हमेशा एक संभावना है इसीलिए कोजनरेशन संयुक्त चक्रों के मुख्य भाग में बहुत अधिक है अक्सर हमारे पास संयंत्र हो सकता है जहां हम बिजली और थर्मल ऊर्जा दोनों के उत्पादन के लिए नीचे के चक्र का उपयोग कर सके इसलिए प्रत्यक्ष कोजेनरेशन के लिए जा रहे हैं इसलिए इससे पहले कि मैं गैस टरबाइन स्टीम टरबाइन संयुक्त चक्र चर्चा को बंद कर दूं मेरे पास आपके लिए एक अंतिम संख्यात्मक समस्या है जिसके बारे में बात की जा सकती है यह एक बड़ा बयान है सिर्फ इसे ध्यान से पढ़ें और यह एक संगत चक्र आरेख है यहां हमारे पास एक गैस टरबाइन स्टीम टरबाइन का संयोजन और 500 मेगावाट का शुद्ध बिजली उत्पादन है तो हवा 100 kP और 300 K पर कंप्रेसर में प्रवेश करती है इसलिए हवा कंप्रेसर में प्रवेश करती है इसका मतलब है कि हम इस विशेष बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैं सभी चरणों को दिखाकर इस समस्या को हल नहीं करने जा रहा हूं बल्कि मैं आपको केवल प्रक्रिया दिखाने जा रहा हूं मैं आपके लिए गणना छोड़ रहा हूं अतः T1 300 K P1 100 kPa और 12 MPa के लिए संकुचित है और साथ ही साथ isentropic दक्षता भी है तो यह दिया जाता है कि यह P2' के दबाव तक संकुचित हो जो है P2 12 MPa ηcomp 085 तो हम बिंदु 2' पर तापमान की गणना कैसे कर सकते हैं हम इसके लिए आसानी से value का उपयोग कर सकते हैं आइए इस बिंदु को 2s के रूप में पहचानें इसलिए हम जानते हैं कि T2sT1P2P1k 1k और उन सूचनाओं को नहीं दिया गया है आइए हम विचार करें k 14 Cp for air 1005 kJkgK इसलिए जैसा कि हम P2 P1 T1 और T2s जानते हैं इसलिए वहां से हम T2s' की पहचान करने में सक्षम होंगे और अब इस सम्पीडन प्रक्रिया के लिए आइसेंट्रोपिक दक्षता को वास्तविक ऊर्जा इनपुट के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे आदर्श संभव ऊर्जा इनपुट द्वारा विभाजित किया गया है जो केवल आइसेंट्रोपिक संपीड़न के मामले में संभव है अर्थात CombT2 T1T2s T1 वहां से हमें T2 मिलने वाला है या मुझे कहना चाहिए T2' अतः हमारे पास बिंदु 2 है अब गैस टरबाइन की आइसेंट्रोपिक दक्षता भी 09 के रूप में दी गई है गैस टरबाइन 1400 K पर हवा प्राप्त करता है इसलिए T3 1400 K और दबाव स्तर है जो हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि P3 P2 के समान और P4 P1 के समान होगा और गैस टरबाइन के लिए isentropic दक्षता 09 के रूप में दिया गया है तो हम आसानी से 4s की दक्षता की गणना कर सकते हैं बता दें कि यह बिंदु 4s है इसलिए हम लिख सकते हैं T4sT3P4P3k 1kP1P2k 1k जो हमें T4s' की गणना करने की अनुमति देगा और गैस टरबाइन के लिए isentropic दक्षता को वास्तविक कार्य आउटपुट भाग आदर्श संभव या अधिकतम संभव कार्य आउटपुट द्वारा दिया जाता है अर्थात् CTT3 T4Ts T4s यहाँ से हम T4' की गणना करने में सक्षम होंगे तो गैस टरबाइन या कंप्रेसर के लिए कुल कार्य इनपुट की आवश्यकता कितनी होगी इसलिए WcompCpT2 T1 इसी तरह गैस टरबाइन प्लांट से हमें जो कार्य आउटपुट मिलने वाला है वह बराबर होगा WGTCpT3 T4 तो गैस टरबाइन भाग के लिए गणना कम या ज्यादा पूर्ण हो चुकी है गैस टरबाइन से निकास एक हीट एक्सचेंजर से गुजरता है और 400 K पर बाहर निकलता है इसलिए यह बिंदु तापमान 400K है हम पहले से ही T4 जानते हैं इसलिए आप जानते हैं कि कितनी ऊर्जा की मात्रा को यह हीट एक्सचेंजर में खारिज कर रहा है और ऊर्जा की समान मात्रा भाप टरबाइन भाग द्वारा प्राप्त की जा रही है अब 8 MPa और 400℃ की भाप भाप टरबाइन में प्रवेश करती है जिसकी 085 की आइसेंट्रोपिक दक्षता होती है अब इस आरेख में जो बिंदु दिखाया गया है वह वास्तव में 4s है लेकिन वास्तव में एक्सपेंशन कुछ इस तरह से है जैसे यह एक बिंदु 4 तक जा रहा हो तो भाप टरबाइन भाग के लिए हम जानते हैं कि P3 8 MPa T3 400 0C इन्हें मिलाकर आप h3 और s3 प्राप्त कर सकते हैं S3 का उपयोग करके हम s4s की पहचान कर सकते हैं और फिर भाप टरबाइन के लिए isentropic दक्षता का उपयोग कर रहे हैं जो 085 है आप बिंदु संख्या 4 का भी पता लगा सकते हैं इसलिए s4s का उपयोग करके हम h4s प्राप्त कर सकते हैं और फिर isentropic दक्षता का उपयोग करके हम h4 प्राप्त कर सकते हैं तदनुसार हम कुल कार्य आउटपुट स्टीम टरबाइन से प्राप्त करते हैं जोकि बराबर है अगर हम शुद्ध कार्य आउटपुट के बारे में बात करते हैं तो WSTmSTh3 h4 इसी तरह यदि हम गैस टरबाइन के लिए सभी कार्य अभिव्यक्तियों को कुल अभिव्यक्ति में परिवर्तित करते हैं तो कंप्रेसर के लिए शुद्ध कार्य इनपुट की आवश्यकता बराबर होगी Wcompmg CpT2 T1 इसी प्रकार गैस टरबाइन द्वारा उत्पादित कुल कार्य या कुल शक्ति बराबर होगी WGTmg CpT3 T4 तो हम जानते हैं कि स्टीम टरबाइन द्वारा कितना काम खारिज किया जा रहा है या भाप टरबाइन द्वारा कितना काम किया जाता है अब हम जानते हैं कि कंडेनसर का दबाव 8 kPa के रूप में दिया जाता है जिसका उपयोग हम बिंदु 4 को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं 8 kPa पर संतृप्त पानी 08 के एक isentropic दक्षता के साथ एक पंप द्वारा हीट एक्सचेंजर को वापस परिचालित किया जाता है तो पंप की isentropic दक्षता 08 है इसलिए यह प्रक्रिया 2' बिंदु के रूप में यहां पर समाप्त हो रही है और अंत में अगर हम हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करते हैं तो हीट एक्सचेंजर में भाप द्वारा प्राप्त ऊर्जा की कुल मात्रा इसके बराबर है mgh3 h2 अगर हम कहें कि यह बिंदु 2 है और यह बिंदु 2s है तो ये भाप द्वारा प्राप्त ऊर्जा की कुल मात्रा है और गैस से ऊर्जा की छय हुई कुल मात्रा बराबर होगी mgT4 T5 और T5 400 K है इसलिए वहां से आपको भाप के द्रव्यमान प्रवाह दर और गैस के द्रव्यमान प्रवाह दर का अनुपात प्राप्त होगा mstmg और अंत में संयंत्र से शुद्ध उत्पादन 500 MW है इसलिए 500 MW शुद्ध उत्पादन गैस टरबाइन पक्ष से शुद्ध उत्पादन और भाप टरबाइन पक्ष से शुद्ध उत्पादन के बराबर है अब भाप टरबाइन से हमें कितना आउटपुट मिल रहा है हमे मिल रहा है 500MWmsth3 h4 msth2 h1mgCpT3 T4 mgCpT2 T1 पहले वर्ग ब्रैकेट की term भाप टरबाइन पक्ष से शुद्ध आउटपुट को दर्शाता हैं इसी प्रकार गैस टरबाइन की ओर से शुद्ध उत्पादन दूसरे वर्ग ब्रैकेट में है जहाँ से हम ṁg का मान प्राप्त करने में सक्षम होंगे और बाद में भाप की द्रव्यमान दर तो हम आसानी से द्रव्यमान प्रवाह दर और अंत में इस संयंत्र के लिए थर्मल दक्षता दोनों की गणना कर सकते हैं तो आप कृपया संख्या की गणना करें यदि थर्मल दक्षता इस मामले में अंतिम गणना लगभग 531 होने जा रही है तो यह देखने की कोशिश करें कि आपको यह परिणाम मिल रहा है या नहीं इस प्रकार हमने केवल एक प्रकार के संयुक्त चक्र के बारे में बात की है जो कि एक संयोजन है ब्रेटन साइकिल और रैंकिन साइकिल का या वास्तव में संयोजन है एक गैस टरबाइन संयंत्र का एक टॉपिंग यूनिट के रूप में और भाप टरबाइन संयंत्र का निचले यूनिट के रूप में लेकिन कुछ अन्य प्रकार के संयुक्त चक्र संयंत्र हैं जो कि संभव हैं उनमें से कुछ अभी भी वैचारिक डिजाइन हैं लेकिन उनके पास वास्तविक जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए विशेष रूप से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए बड़ी संभावनाएं हैं और ऐसा ही एक मूल संयंत्र MHDS संयंत्र है लेकिन वहाँ जाने से पहले हम जल्दी से भाप टरबाइन बेस चक्र के एक अन्य महत्वपूर्ण घटक के बारे में बात करते हैं या वास्तव में किसी भी तरह के चक्र में जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं आप हमेशा पाएंगे कि हमेशा सबसे कम या सबसे नीचे का चक्र स्टीम आधारित रैंकिन चक्र है और हीट एक्सचेंजर जहां हम टॉपिंग चक्र द्वारा ऊर्जा हानि का उपयोग करके भाप का उत्पादन करते हैं उसे HRSG या हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर कहा जाता है जो संभवतः स्टीम टरबाइन गैस टरबाइन संयोजन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है या रैंकिन चक्र के साथ किसी भी संयुक्त चक्र में निचली इकाई तो तकनीकी विवरणों में जाए बिना हमें यह देखना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के एचआरएसजी हमारे पास क्या हो सकते हैं कई प्रकार के वर्गीकरण हैं एक स्टीम साइड ऑपरेटिंग दबाव पर आधारित है हमारे पास केवल एक ही दबाव हो सकता है जिस पर हमने अब तक चर्चा की है वे सभी एकल दबाव हैं लेकिन आपके पास दोहरे दबाव या ट्रिपल दबाव चक्र भी हो सकते हैं मैं अगली स्लाइड में एक दोहरे दबाव विकल्प के बारे में चर्चा करूंगा फिर हम उपकरण के लेआउट के आधार पर ले सकते हैं क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर भाप चक्र के प्रकार के आधार पर रिहीट या नॉन रीहीट चाहे वह मजबूर परिसंचरण या प्राकृतिक परिसंचरण और ईंधन के जलने पर भी आधारित है बिना जले निकास जला हुआ या पूरक जला हुआ बिना जला हुआ संदर्भित करता है कि हम निचले तल के लिए बाहरी स्रोतों से कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं जोड़ रहे हैं एग्जॉस्ट fired का मतलब है कि टॉपिंग साइकल से निकलने वाली गैस में कुछ अतिरिक्त ईंधन मिलाया जाता है और इस तरह कुछ अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है जहां supplementary fired है जैसा कि मैंने इस बारे में बात की है कि हम यहां बिना जली हुई ऑक्सीजन या निकास गैस की अप्रयुक्त ऑक्सीजन का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम पूरक फायर के रूप में संदर्भित कर सकते हैं अब दोहरे दबाव संयुक्त चक्र एक ऐसी चीज है जिसके लिए बहुत संक्षिप्त उल्लेख की आवश्यकता होती है बस इस आरेख को देखें जहां हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर तापमान और क्षैतिज अक्ष में ऊष्मा हस्तांतरण की मात्रा हैं यह निरंतर रेखा गैस को दिखाती है जैसा कि यह एचआरएसजी से गुजर रहा है यह लगातार तापमान खो रहा है जहां यह भाप को ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है अब दो स्ट्रीम लाइन्स दिखाई देती हैं जिनमें से एक को निम्न प्रेशर और दूसरे को हाई प्रेशर पर दिखाया जाता है आइए सबसे पहले निम्न दबाव के बारे में बात करते हैं जो इस निरंतर रेखा द्वारा दिया गया है यह इस बिंदु से शुरू होता है बिंदु 4 से 5 के लिए यह एकल चरण तरल हीटिंग है जो कि ऊपर है economizer है फिर 5 से 6 यह वाष्पीकरण है जहां चरण परिवर्तन होता है और फिर 6 से इस अंतिम बिंदु पर जहां हमारे पास सुपर हीटर भाग होता है सब कुछ निरंतर दबाव पर हो रहा है लेकिन अभी भी तीन अलग अलग स्थितियों में 4 से 5 एकल चरण हीटिंग है 5 से 6 चरण परिवर्तन है और 6 से 1 एकल चरण वाष्प हीटिंग है अब बस प्रत्येक क्षेत्र में दो धाराओं के बीच के तापमान में अंतर का निरीक्षण करें economizer के हिस्से में तापमान का अंतर काफी कम होता है सबसे ज्यादा तापमान अंतर केवल कुछ इस तरह का हो सकता है लेकिन किसी भी बिंदु पर दो चरण के हिस्से में तापमान का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है इस बिंदु पर जैसे आप इस पर गौर करते हैं कि तापमान में कितना अंतर हैकह सकते हैं तापमान में भारी अंतर है हम 250 से 300 ℃ जैसे कुछ के क्रम के दो धाराओं के बीच बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि ऊष्मा हस्तांतरण के साथ जितना ज्यादा तापमान का अंतर उतना ही ज्यादा एन्ट्रापी जनरेशन होगा तो एन्ट्रापी जनरेशन की महत्वपूर्ण मात्रा वहाँ होगी और इसलिए यह एक उच्च अपरिवर्तनीय ऊष्मा हस्तांतरण प्रक्रिया है जो अंततः कार्य क्षमता के नुकसान की ओर ले जाता है और इसलिए ऊर्जा की हानि और इससे दक्षता का नुकसान होता है अब इस तरह के कम दबावों पर काम करने के बजाय यदि हम भाप को बहुत अधिक दबाव में संचालित करते हैं तो हमारे पास यह बिंदीदार रेखा होती है इसलिए इस बिंदु से इस बिंदु पर शुरू होते हुए हम इकॉनोमीज़र में एकल चरण हीटिंग एकल चरण तरलता कर रहे हैं फिर इस बिंदु से अगले बिंदु तक हमारे पास दो चरण ऑपरेशन चरण परिवर्तन और फिर बिंदु संख्या 1 तक हम सुपरहीटिंग कर रहे हैं जो एकल चरण वाष्प की हीटिंग है अब यहाँ क्या हो रहा है चरण परिवर्तन ऑपरेशन के दौरान तापमान का अंतर निश्चित रूप से बहुत कम है यह पिछले मामले की तुलना में लगभग आधा है लेकिन एकल चरण संचालन में क्या हो रहा है यहाँ इकोनोमाइजर में हमारे पास बहुत बड़ा तापमान अंतर है तो यहाँ एकल चरण भाग में महत्वपूर्ण मात्रा में एन्ट्रापी जनरेशन होगी और दो चरण भाग में तापमान का अंतर कम होगा लेकिन फिर भी उतना कम नहीं होगा यही कारण है कि इन ऑपरेशनों को करने के लिए अक्सर हम दो अलग अलग दबाव स्तरों पर जाते हैं एक दबाव स्तर जो निकास गैस के निचले पक्षों या कम तापमान पक्ष के करीब संचालित होता है अन्य दबाव जो निकास गैस के उच्च तापमान पक्ष के करीब संचालित होता है एक विन्यास में कुछ इस तरह से जहाँ गैस टरबाइन से गर्म निकास जाता है यहाँ से प्रवेश कर रहा है और यह सीधे एचआरएसजी को जा रहा है और अंत में इस निकास गैस से निकल रहा है यह संगत स्टीम टरबाइन संगठन है बिंदु संख्या 4 से जो भाप यहां आ रही है वह अलग हो रही है या यहां दो धाराओं में विभाजित हो रही है एक धारा में इस विशेष क्षेत्र में यह देखें कि निकास गैस का तापमान बहुत कम है जबकि इस तरफ तापमान बहुत अधिक है तो इस तरफ बिंदु संख्या 5 जहां हम एकल चरण हीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहां वास्तव में हम कम दबाव वाले ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहां दबाव कम होता है भाप की संगत संतृप्ति तापमान भी कम होगा तो हम बिंदु 5 नंबर तक सिंगल फेज हीटिंग करते हैं फिर हमारे पास चरण परिवर्तन होता है और इस चरण में किया जाता है और फिर हमारे पास बिंदु 6 से बिंदु 7 तक सुपर हीटिंग होता है इस तरह के एक विन्यास में यह बिंदु 4 पर प्रवेश कर रहा है तब बिंदु संख्या 5 तक एकल चरण हीटिंग फिर लगातार तापमान चरण 6 तक और फिर सुपर हीटिंग बिंदु संख्या 7 तक किया जाता है यह कम दबाव वाली भाप है और दूसरी धारा जो हम यहां अलग कर रहे हैं जो कि इस मार्ग से बिंदु संख्या 8 पर जा रही है जहां हमने इस विशेष बिंदु पर इसे बहुत अधिक दबाव के स्तर तक दबाया है यहां दबाव अधिक होता है इसलिए संतृप्ति तापमान भी अधिक होता है इसलिए इसे बिंदु संख्या 9 तक गर्म किया जाता है यह economizer है तब हमारे पास evaporator वाला हिस्सा होता है जहां आप चरण परिवर्तन के बिंदु संख्या 10 तक उच्च दबाव स्तर पर जा रहे हैं तापमान के अंतर को देखें तो भाप और संबंधित गैस के बीच का तापमान अंतर काफी छोटा है कम दबाव वाली भाप और गैस के बीच तापमान का अंतर भी उतना महत्वपूर्ण नहीं था उतना उच्च नहीं था जितना हमें एक ही दबाव की स्थिति में होना चाहिए था और फिर अंत में हमारे पास 10 से 11 तक सुपर हीटिंग है बिंदु संख्या 11 पर यह सुपरहिटेड वाष्प उच्च दबाव वाले टरबाइन पर जा रहा है एक बार जब यह बिंदु संख्या 12 के साथ वापस आ रहा है तो इसे बिंदु 7 के साथ मिलाया जाता है और निम्न दबाव से आने वाली सुपरहिटेड भाप बाहर निकलने का दबाव उच्च दबाव टरबाइन और कम दबाव भाप वे वास्तव में एक ही दबाव स्तर हो रहे हैं तो स्थिति बिंदु 13 के साथ इस मिश्रण को कम दबाव वाले टरबाइन को आपूर्ति की जाने वाली है यह इसी आरेख है कम दबाव वाले पक्ष पर हम बिंदु 4 से शुरू कर रहे हैं और बिंदु 7 के साथ एक सुपरहीट वाष्प के रूप में समाप्त हो रहे हैं और उच्च दबाव की ओर हम बिंदु 8 के साथ शुरू कर रहे हैं और बिंदु 11 के साथ एक सुपरहीट वाष्प के रूप में समाप्त होता है जिसे उच्च दबाव टर्बाइन में बिंदु 12 तक विस्तारित किया जाता है फिर हम उच्च दबाव वाले टरबाइन के निकास को कम दबाव वाले टरबाइन से भाप के साथ मिलाते हुए इस अंतिम बिंदु 13 तक पहुंचते हैं जो कि स्थिति के बिंदु 14 तक कम दबाव वाले टरबाइन तक विस्तारित हो रहा है तो यह एक दोहरा दबाव संयोजन है इसी तरह हम एक ट्रिपल दबाव संयोजन भी कर सकते हैं जहां हम एक मध्यवर्ती दबाव स्तर का उपयोग कर रहे हैं जितने अधिक दबाव के स्तर की संख्या उतनी कम अपरिवर्तनीयता और अगर इस तरह के दबाव के स्तर की संख्या अनंतता के करीब पहुंचती है तो हम वास्तव में एक समतापीय ऊष्मा हस्तांतरण की कोशिश कर रहे हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से तीन से अधिक चरणों का उपयोग कभी नहीं किया जाता है वास्तव में दो से अधिक चरण भी व्यवहार में काफी दुर्लभ हैं अब हम कुछ अन्य प्रकार के संयुक्त चक्रों के बारे में बात करना चाहेंगे जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है और मैं बहुत जल्दी तीन नवीन दृष्टिकोणों के बारे में बात करूंगा और उनमें से पहला एमएचडी है MHD मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर को संदर्भित करता है मैग्नेटो के लिए एम हाइड्रो के लिए एच और गतिशील जनरेटर के लिए डी यहां यह विचार बहुत दिलचस्प है कि आप जानते हैं कि एवोगैड्रो के सिद्धांत Avogadros principle से कि जब भी कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो हमारे पास बिजली उत्पादन होता है तो हम क्या करें हम स्थायी चुंबक के साथ एक क्षेत्र बनाते हैं यहां हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है और एक कंडक्टर के रूप में हम उच्च तापमान वाली गैस का उपयोग कर रहे हैं आप शायद जानते हैं कि जैसे जैसे हम गैस के तापमान की वृद्धि एक निश्चित तापमान सीमा से परे करते जाएंगे वह आयनित होने लगती है आयनाइज़ का अर्थ है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक उच्च कक्षा या उच्च ऊर्जा कक्षाओं की ओर बढ़ने लगते हैं और थ्रेशोल्ड तापमान से परे इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उसी से बाहर आ जाते हैं जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है और परिणामस्वरूप परमाणु जहां से वह बाहर आया है वह चार्ज हो जाता है इसलिए यदि हम थ्रेशोल्ड तापमान से बहुत ऊपर उच्च तापमान पर जाने में सक्षम हैं तो आपकी मूल रूप से गैर संवाहक गैस का एक संयोजन बन जाता है या इसमें कई मुक्त इलेक्ट्रॉनों और समान रूप से सकारात्मक चार्ज किए गए परमाणुओं की संख्या भी शामिल होगी बेशक न्यूट्रल बॉडी मुख्य अणु के और अब अगर हम इस गैस को इस चुंबकीय क्षेत्र से बहने देते हैं तो यह एक चालक के रूप में कार्य करने वाला है और तदनुसार यह बिजली देने वाला है तो यह इस MHD या मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक का विचार है एक मुद्दा यह है कि चालकता का पर्याप्त स्तर होने के लिए हमें तापमान को 2500 के स्तर तक बढ़ाने की या शायद 3000 K के स्तर तक की आवश्यकता है इसलिए यह अत्यंत उच्च तापमान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और यहां तक कि ऐसे उच्च तापमान के स्तर पर भी हमारे पास पर्याप्त चालकता नहीं हो सकती है क्योंकि एक उपयुक्त MHD ऑपरेशन करने के लिए हम आम तौर पर आपके MHD वाहिनी की प्रति यूनिट लंबाई लगभग 10 mho m की चालकता स्तर की तलाश कर रहे हैं तो 2500 K के ऐसे तापमान स्तर के आसपास अगर हम इतने उच्च तापमान के स्तर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमें सीडिंग के नाम से जाना जाने वाला कुछ चाहिए सीडिंग का अर्थ है गैस में हम अपने द्रव्यमान का केवल बहुत कम प्रतिशत या केवल 05 या 1 कुछ क्षारीय पदार्थ की थोड़ी मात्रा जो अत्यधिक संवाहक है जोड़ते हैं कुछ इस तरह पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड या सोडियम आधारित सामग्री में बहुत लोकप्रिय सीड सामग्री कहते हैं इन सामग्रियों को एक बार जब हम 22 से 2300 K के कम तापमान के स्तर पर भी इसमें जोड़ते हैं तो गैस इस स्तर की चालकता को प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है और इस तरह यह बहुत अधिक तापमान का उत्पादन करने में सक्षम है आम तौर पर हम इस MHD नलिकाओं को 2500 K के ऊपर 05 से 1 क्षारीय पदार्थ सीड के बाद तापमान के अनुसार संचालित करते हैं और तदनुसार शक्ति जो वाहिनी की प्रति इकाई लंबाई में उत्पन्न होती है जिसे कुछ इस तरह दर्शाया जा सकता है plengthσUB2 जहां ρ गैस का घनत्व है σ इसकी विद्युत चालकता है Uइसका वेग है B चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है तो वाहिनी की प्रति यूनिट लंबाई से उत्पन्न बिजली क्योंकि इस विशेष मात्रा के समानुपाती के बराबर है यहां 4 से 5 टेस्ला के स्तर में चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता भी काफी जरूरी है जो एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो एमएचडी अभ्यास में संभालने के लिए एक बहुत ही जटिल प्रणाली है हमें विशाल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है इस सीडिंग के आधार पर हमें अत्यधिक उच्च तापमान और विद्युत चालकता के सभ्य स्तर की आवश्यकता होती है लेकिन इसकी क्षमता बहुत बड़ी है क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष ऊर्जा रूपांतरण तंत्र है हमें किसी मध्यवर्ती तंत्र मध्यवर्ती सामग्री या मध्यवर्ती प्रणाली की आवश्यकता नहीं है हमें किसी भी टर्बाइन या किसी भी घूर्णी मशीनरी की आवश्यकता नहीं है हम सीधे गैस की गतिज ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं जो वाहिनी से डीसी बिजली या प्रत्यक्ष प्रवाह में बह रही है आम तौर पर हमें इस प्रत्यक्ष करंट को AC में बदलने के लिए एक अल्टरनेटर की आवश्यकता होती है अगर हम इसकी तुलना गैस टरबाइन प्लांट से करें तो यह गैस टरबाइन प्लांट से काफी मिलता जुलता लग सकता है यह वह बिंदु 3 है जहां से हम शुरू कर रहे हैं 3 से 4 संपीड़न चरण है जहां आप इसका दबाव बढ़ा रहे हैं और तापमान भी और साथ ही हम सीडिंग भी कर रहे हैं फिर हमारे पास इस हीटर का हिस्सा है जिसमें हम ऊष्मा जोड़ रहे हैं ताकि इस बिंदु संख्या 1 पर तापमान 2500 K से परे हो फिर यह चुंबकीय वाहिनी में गुजरता है MHD डक्ट में जो एक टरबाइन विस्तार के समान है जिसके दौरान यह ऊर्जा खो देता है बिंदु संख्या 2 पर आने के लिए ऊर्जा और हम इस ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं लेकिन यहां याद रखें कि यह कार्य आउटपुट हमें मिल रहा है जो कि शाफ्ट का काम नहीं है बल्कि यह प्रत्यक्ष बिजली है और अब जो भी ऊर्जा अभी भी इसमें बची है वह अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार जब तापमान 2000 K से नीचे चला जाता है तो शायद ही इसकी कोई उपयोगी विद्युत चालकता हो सभी इलेक्ट्रॉनों ने फिर से मुक्त परमाणुओं के साथ पुनर्संयोजन किया ताकि हम फिर से गैस के न्यूट्रल बॉडी में वापस आ जाएं और इसलिए हमें ऊर्जा के उपयोग के कुछ अन्य विकल्प के बारे में सोचना पड़ सकता है एक पारंपरिक स्टीम टरबाइन संयंत्र को याद रखें जो हमारे पास गैस टरबाइन प्लांट में निकास गैस के लिए है केवल 800℃ के क्रम के लिए जो अभी भी एक रेकिन चक्र में भाप को गर्म करने के लिए पर्याप्त है और यहां हम 1600 से 1700 ℃ के स्तर पर तापमान के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ा है तो हम गैस को एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से पारित करने की अनुमति दे सकते हैं जहां हम भाप को टरबाइन संयंत्र में उपयोग करने के लिए बढ़ा रहे हैं एक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह तो यहाँ हमारे पास एक दहनशील है यह वह दहनकर्ता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ हम ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं और हम बहुत अधिक तापमान वाली गैस का उत्पादन कर रहे हैं जो चुंबकीय नलिका या MHD वाहिनी के लिए गुजर रही है यह MHD वाहिनी से बाहर आने के बाद यहाँ कहीं हो सकता है फिर भी इसका तापमान बहुत अधिक होता है इसलिए इसे लंबे नलिका से गुजरने की अनुमति दी जाती है और इस वाहिनी में हम लगातार इसकी ऊर्जा निकालते रहते हैं क्या तरीके हैं जो आप इसकी ऊर्जा निकाल रहे हैं यह तरल पानी का प्रवाह है जो इस पर आ रहा है सबसे पहले हमारे यहां इकोनोमाइजर हैं जहां तरल पानी को संतृप्ति तापमान तक गर्म किया जाता है फिर हमारे पास इवेपरेटर होता है जहां इसे दो चरण मिश्रण में बदल दिया जाता है हमारे पास कहीं भी हमारे भाप ड्रम हो सकते हैं जहां हम तरल और वाष्प चरणों को अलग करते हैं और फिर हमारे पास इस हिस्से में सुपर हीटर है तो यह आपका सुपर हीटर है और उस सुपर हीटर से यह भाप टरबाइन में जा रहा है और फिर हमारे पास पारंपरिक रैंकिनी चक्र है फिर हमारे पास कंडेनसर है हमारे पास बॉयलर हीट पंप है हमारे पास फीडवॉटर हीटर हो सकते हैं और फिर वापस डक्ट में जा रहे हैं हमारे पास एक पुनरावर्तक भी हो सकता है एक बार जब यह इस हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन से बाहर आ जाता है तो इसे प्रारंभिक तापमान पर वापस गर्म करने के लिए डक्ट में वापस ले जाया जा सकता है और हवा का क्या वायु जो वायुमंडल से ली गई है शुरू में एक कंप्रेसर के माध्यम से पारित की जाती है फिर हमारे पास कम तापमान पर एयर प्री हीटर है APH एयर प्री हीटर को संदर्भित करता है जहां हम हवा को उच्च तापमान स्तर तक गर्म करते हैं फिर इसे MHD वाहिनी से आने वाले निकास के उच्चतम तापमान क्षेत्र में ले जाया जाता है जिसे हम उच्च तापमान एयर प्री हीटर कहते हैं और हवा जो उच्च तापमान वाले एयर प्री हीटर से आ रही है वह पहले से ही बहुत अधिक तापमान पर है लगभग 200℃ के क्रम में बाद में यह दहनकर्ता के पास जाता है और दहन प्रतिक्रिया के कारण इसका तापमान उस 2500 K रेंज तक पहुँच जाता है और हम इसका उपयोग MHD डक्ट में कर सकते हैं अंत में हीट रिजेक्शन के इन सभी स्तरों के बाद इसका तापमान 150 से 180℃ के आसपास हो सकता है और इसलिए हम आसानी से इसको परिवेश में जाने की अनुमति दे सकते हैं हम तापमान को इससे कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आम तौर पर जो ईंधन हम उपयोग करते हैं उसमें ऐसी कुछ सल्फर सामग्री हो सकती है और दहन के दौरान सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है अब यदि तापमान 150℃ के इस स्तर से कम हो जाता है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड जल वाष्प के साथ मिल सकता है सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करने के लिए और 150℃ से नीचे यह अम्ल तरल हो सकता है जो द्रवीभूत होता है और जिससे यह महत्वपूर्ण मात्रा में जंग का कारण बन सकता है इसलिए ईंधन मात्रा के अनुसार हमें सबसे कम तापमान के बारे में सावधान रहना होगा जो कि हम पहुंच सकते हैं अब जो चक्र मैं यहां दिखा रहा हूं वह एक खुला चक्र है क्योंकि निकास को अंत में एक स्टैक के माध्यम से जाने की अनुमति है जो कि वातावरण में जाएगा हम एक बंद चक्र मोड में भी चल सकते हैं जहां हम किसी ईंधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि हम हीलियम की तरह कुछ न्यूट्रल गैस का उपयोग कर रहे हैं तो यह कंप्रेसर से गुजारा जाता है फिर एक उच्च तापमान स्रोत परमाणु रिएक्टर की तरह कुछ जहां यह ऊष्मा लेता है फिर इसमें एमएचडी वाहिनी होती है और यहां हमारे पास हीट रिकवरी भाप जनरेटर है वास्तव में वह ऊर्जा जिसके साथ यह MHD वाहिनी से निकलता है वह इतनी अधिक होती है कि अक्सर हम तीन अलग अलग चक्रों का भी उपयोग कर सकते हैं जहाँ आपका MHD सबसे ऊपर का चक्र है तो हमारे पास एक गैस टरबाइन मध्यवर्ती चक्र के रूप में हो सकता है और गैस टरबाइन का निकास आंतरिक निचले रैंकिन चक्र में भाप टरबाइन चलाने में उपयोग में लाया जा सकता है इसलिए हालांकि MHD आधारित बिजली उत्पादन का व्यवसायीकरण नहीं किया गया है फिर भी MHD और परमाणु ऊर्जा पनडुब्बियों आदि कुछ उदाहरण हैं लेकिन बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए यह एक ऐसी तकनीक है जिसे अभी तक चालू किया जाना है या व्यवहार में लागू किया जाना बाकी है लेकिन कुछ एक बड़ी क्षमता के साथ एक और काफी शक्तिशाली विकल्प थर्मिओनिक बिजली उत्पादन है जब हम कुछ निश्चित तापमान से परे कुछ सामग्री को गर्म करते हैं जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकता है यह एक ऐसी चीज है जिसे हम थर्मिओनिक बिजली उत्पादन के रूप में संदर्भित करेंगे आमतौर पर धातु जब उन्हें थ्रेशोल्ड से परे तापमान पर गर्म किया जाता है तो इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तो इस सामग्री को कैथोड और एमिटर भी कहा जाता है जो इन इलेक्ट्रॉनों को खारिज करता है और फिर हमारे पास एक एनोड या कलेक्टर होता है जहां ये इलेक्ट्रॉन एकत्र होते हैं और अब अगर हमारे पास एक बाहरी सर्किटरी है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके माध्यम से बहते है और हम इसे एक रजिस्टर के माध्यम से प्रवाह करने की अनुमति देते हैं फिर यह विद्युत बिजली या विद्युत प्रवाह का उत्पादन करता है तो ऊष्मा जो कैथोड को आपूर्ति की जा रही है और एनोड से हटा दी जाती है वह सीधे बिजली में परिवर्तित हो रही है इसका मतलब है कि यह फिर से प्रत्यक्ष बिजली उत्पादन का एक विकल्प है अब हम एनोड में इसका उपयोग करके एक संयुक्त चक्र के लिए जा सकते हैं जो ऊर्जा की मात्रा जुटाई जा रही है उसे उस एनोड में खारिज किया जा रहा है जो आम तौर पर काफी उच्च तापमान पर होता है और ऊर्जा का उपयोग हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में भाप को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है जैसा कि यहां दिखाया गया है हम ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं जो हवा के साथ संयुक्त रूप से बहुत अधिक तापमान पर दहन किया जा रहा है इसलिए बहुत ऊँचे तापमान के दहन गैस के रूप में यह ऊष्मा इनपुट आपकी थर्मिओनिक भट्टी में जाता है जहाँ हमारे पास थर्मिओनिक मॉड्यूल होते हैं कैथोड और दोनों एनोड्स जहाँ से हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं और एनोड से निकास गैस जो बाहर निकलती है जो अभी भी 70 से 100 ℃ के स्तर पर बहुत अधिक तापमान पर MHD वाहिनी के समान है तो यह एक एयर प्रिहीटर के लिए प्रयोग किया जाता है फिर आपके पास एक इकोनोमाइजर है और हमारे पास इवेपरेटर और भाप विभाजक भी हो सकता है यहां से हमें विद्युत का उत्पादन टरबाइन के यांत्रिक घूर्णन के रूप में मिल रहा है जो किअल्टरनेटर से जुड़ा हुआ है जिससे हमें विद्युत आउटपुट मिल रहा है तो अंत में आप केवल 150 ℃ पर निकास गैस छोड़ रहे हैं इस तीर की दिशा सही नहीं है यह इस तरह से होना चाहिए था तो यहथर्मिओनिक विद्युत उत्पादन है एक अन्य समान विकल्प थर्मोइलेक्ट्रिक बिजली उत्पादन है जहां यह विचार सीबेक प्रभाव पर आधारित है क्या आपने Seebeck प्रभाव के बारे में सुना है यदि नहीं कृपया किताबों या इंटरनेट का उपयोग Seebeck प्रभाव के बारे में जानने में करें सीबेक प्रभाव कहता है कि जब हम दो असमान धातुओं को जोड़ते हैं और दो जोड़ों को तैयार करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दो भिन्न धातुओं के दो तार लेते हैं और उन्हें दो छोरों पर जोड़ते हैं अब अगर ये दो जंक्शन या अंत अलग अलग तापमान पर बने रहते हैं तो एक विद्युत प्रवाह एक कंडक्टर से दूसरे में प्रवाहित होने लगता है या इन दोनों जंक्शनों के बीच एक संभावित अंतर पैदा हो जाता है बेशक धातुओं का कोई भी संयोजन ऐसा नहीं करेगा कि कुछ निश्चित संयोजन हैं जैसे तांबा और कांसटेनटन कांसटेनटन एक मिश्र धातु है जो इस तरह से कुछ पाने के लिए एक बहुत लोकप्रिय संयोजन है इसलिए अलग अलग तापमान पर बनाए रखने के बजाय हम वास्तव में एक जंक्शन को गर्म करते हैं और दूसरे जंक्शन से उस ऊष्मा को निकालते हैं जिससे एक जंक्शन का तापमान बढ़ता है और दूसरे जंक्शन का तापमान कम होता है गर्म दहन गैस को एक जंक्शन से बहने की अनुमति है क्योंकि हमारे पास प्रत्यक्ष विद्युत उत्पादन है जो इस रजिस्टर से गुजर रहा है और दूसरी तरफ से निकाले जा रहे ताप को हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर चलाने के और भाप चक्र के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए थर्मोइलेक्ट्रिक बिजली उत्पादन काफी हद तक एमएचडी और थर्मिओनिक बिजली उत्पादन के समान है जिससे आप सीधे बिजली उत्पादन कर सकते हैं और फिर एक स्टीम पावर प्लांट के साथ हम एक संयुक्त चक्र चला सकते हैं तो ये तीनों सभी वैचारिक डिजाइन हैं इनमें से कोई भी बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए व्यावहारिक रूप से कमीशन इकाई नहीं है लेकिन हम अगले 15 से 20 वर्षों में इस तरह के संयुक्त चक्र को देख सकते हैं और उनके पास 50 से 60 तक की क्षमता में अच्छी दक्षता प्रदान करने की क्षमता है जबकि वर्तमान कोयला आधारित बिजली स्टेशनों की दक्षता उच्चतम 20 में ही हो सकती है या बहुत कम 30 और परमाणु संयंत्रों के बारे में भी तो संयुक्त चक्र एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है जो पहले से ही विशेष रूप से उपयोग की जाती है गैस टरबाइन भाप टरबाइन संयोजन पहले से ही कई देशों में कई चरणों में उपयोग में है और हम और भी सुधार और संशोधनों की तलाश कर रहे हैं इसलिए इस सप्ताह की चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हमने कोजेनरेशन और संयुक्त चक्र के सिद्धांत के साथ शुरुआत की फिर हमने गैस टरबाइन स्टीम टरबाइन संयोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की हमने आज हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर के बारे में बात की है जो कि दोहरे दबाव चक्र और फिर विभिन्न प्रकार के संयुक्त चक्र हैं जहां हमारे पास प्रत्यक्ष बिजली और बिजली उत्पादन का विकल्प है इस सबकी भी चर्चा की है तो यह हमें मॉड्यूल नंबर 8 के अंत में ले जाता है मुझे आशा है कि आपने व्याख्यान की इस श्रृंखला का आनंद लिया है विशेष रूप से इन दो व्याख्यानों में जहां हम हर आधुनिक और नवीन प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं अब इस सप्ताह तक हमने केवल बिजली उत्पादन के बारे में बात की है इस सप्ताह संख्या 4 से इस सप्ताह के अंक 8 तक हमने केवल शक्ति उत्पादन विकल्प के बारे में बात की है अगले सप्ताह से हम दूसरे स्पेक्ट्रम पर जा रहे हैं जहाँ हम पावर अवशोषित चक्र जोकि प्रशीतन चक्र और बाद में एयर कंडीशनिंग चक्र में जा रहे है तब तक आप इस व्याख्यान को संशोधित करें असाइनमेंट की समस्याओं को हल करने की कोशिश करें और किसी भी प्रश्न के मामले में कृपया मुझे वापस लिखें